छात्रों का स्वागत है तो हम वर्तमान में गतिविधि आधारित लागत प्रणाली के बारे में सीखने की प्रक्रिया में हैं इस प्रणाली के कार्यान्वयन के बारे में सीख रहे हैं अता अब पिछली कक्षा में प्रारंभिक चर्चा के बाद यानी पिछली कक्षा में बुनियादी अवधारणात्मक चर्चा के बाद अब मैं आपको व्यवस्थित रूप से अगले स्तर पर ले जाऊंगा और फिर हम इस बारे में जानेंगे कि लागत प्रबंधन प्रणाली क्या है विभिन्न प्रकार की लागतें क्या हैं और हम कार्यान्वयन के स्तर तक कैसे पहुँच सकते हैं जिसे गतिविधि आधारित लागत प्रणाली कहते है तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि सीएमएस लागत प्रबंधन प्रणाली क्या है लागत प्रबंधन प्रणाली उपकरण और तकनीकों का एक संग्रह है जो यह बताता है कि प्रबंधन के निर्णय लागत को कैसे प्रभावित करते हैं अर्थात यह उपकरणों और तकनीकों का एक संग्रह है जो यह जानने में मदद करता है कि प्रबंधन के निर्णय कैसे प्रभावित होते हैं और प्रबंधन या उत्पादन लागत की गणना कैसे की जाती है कैसे इसका उपयोग उत्पाद की बिक्री मूल्य निर्धारित करने के लिए किया जाता है और उत्पादन की कुल लागत की गणना के लिए किन महत्वपूर्ण घटकों को ध्यान में रखा जाता है चर लागत कैसे आवंटित की जाती है स्थिर लागत कैसे आवंटित की जाती है इन सब का जब आप समग्र रूप में अध्ययन करते हैं तो उस प्रणाली को सीएमएस या लागत प्रबंधन प्रणाली कहा जाता है लागत लेखांकन क्या है और एक कुशल लागत प्रबंधन प्रणाली बनाने में लागत लेखांकन की भूमिका क्या है लागत लेखांकन लेखांकन प्रणाली का वह हिस्सा है जो प्रबंधन निर्णय लेने और वित्तीय प्रस्तुति के उद्देश्य के लिए लागत को मापता है मैंने आपको बताया कि प्रबंधन लेखांकन का अपना कुछ भी नहीं है यह दो बुनियादी विषयों से विभिन्न तकनीकों को उधार लेता है कुछ अंश यह वित्तीय लेखांकन से उधार लेता है और कुछ हिस्सा यह लागत लेखांकन से उधार लेता है इसलिए मोटे तौर पर अगर हम लागत प्रबंधन प्रणाली के बारे में बात कर रहे हैं तो यह तकनीक बड़े पैमाने पर लागत लेखांकन से उधार लेती है अब तक हमने जिन भी तकनीकों की बात की है चाहे वह लागत पत्रक हो चाहे बजट हो चाहे वह मानक लागत हो चाहे वह सीमांत लागत हो या अब यह चाहे ABC यानी गतिविधि आधारित लागत हो यह सभी लागत लेखांकन के ही हिस्से हैं लेकिन हम यह नहीं कह सकते हैं कि हमने वित्तीय लेखांकन का उपयोग नहीं किया है हमने लागत की गणना की यानी लागत पत्रक तैयार किया और उसी समय हमने आय विवरण और चिट्ठा यानी बैलेंस शीट भी तैयार किया बजट में मान ले कि हमने अलग अलग आगतों की लागत की गणना की और उसके बाद मार्जिन को जोड़कर बिक्री मूल्य की गणना की लेकिन वहां हमने बजटेड सूचनाओं का उपयोग किया है यानी हमने बजटेड आय विवरण बजटेड चिट्ठा यानी बैलेंस शीट और बजटेड नकदी प्रवाह विवरण या नकद बजट तैयार किया इसलिए यदि आप चिट्ठा यानी बैलेंस शीट तैयार करना नहीं जानते हैं यदि आप नहीं जानते हैं कि आय विवरण कैसे तैयार करें या आप नहीं जानते हैं कि नकद बजट कैसे तैयार करें जो मूल रूप से वित्तीय लेखांकन के हिस्से हैं तो आप प्रबंधन लेखांकन प्रणाली को लागू नहीं कर सकते हैं इसलिए आंशिक रूप से चीजों को वित्तीय लेखांकन से उधार लिया जाता है आंशिक रूप से चीजों को लागत लेखांकन से उधार लिया जाता है और फिर यह तीसरा विषय सामने आता है और मोटे तौर पर इस विषय का उद्देश्य सभी प्रकार के प्रबंधन निर्णयों को सुविधाजनक बनाना है चाहे वह किसी भी आगत की खरीद के संबंध में हो चाहे वह बाजार में अंतिम उत्पाद की बिक्री के संबंध में हो चाहे वह उत्पादन लागत या बिक्री मूल्य की गणना करने के संबंध में हो या बिक्री मूल्य निर्धारित करने के संबंध में हो या और कुछ भी हो यह सब बुनियादी रूप से दो तकनीको या लेखांकन की दो शाखाओं वित्तीय लेखांकन और लागत लेखांकन पर आधारित है यहां हम उन मूल शाखाओं से जानकारी लाते हैं और फिर हम यहां इसे रखते हैं और विभिन्न चरों के बीच संबंध और अंतर संबंध स्थापित करने की कोशिश करते हैं और फिर यह पता लगाने का प्रयास करते हैं कि किसी भी संगठन के प्रबंधन के संबंध में अलग अलग या महत्वपूर्ण निर्णय कैसे लिए जाते हैं इसलिए लागत लेखांकन हम यहां इसके बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि हम गतिविधि आधारित लागत के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए हम लागत लेखांकन के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन इस तकनीक में भी आप वित्तीय लेखांकन का उपयोग कर रहे हैं आप वित्तीय लेखांकन का उपयोग कर रहे होंगे क्योंकि इस लागत लेखा प्रणाली के आधार पर हम लागत पत्रकऔर फिर लाभ और हानि खातों को तैयार करेंगे कभी कभी चिट्ठा यानी बैलेंस शीट भी इसलिए जब आप अपनी लागत को परिवर्तित कर रहे हैं तो प्रति इकाई लागत बदल रही है कुल उत्पादन लागत बदल रही है तो आय विवरण भी प्रभावित हो रहा है और कुछ हद तक नकद बजट भी प्रभावित हो रहा है इसलिए फिर से मैं स्पष्ट करता हूं कि ये दो शाखाएं लागत लेखांकन और वित्तीय लेखांकन साथ साथ चलती हैं चाहे आप प्रबंधन लेखांकन में किसी भी तकनीक का उपयोग करते हैं इसलिए लागत लेखांकन तो हम लागत लेखांकन के बारे में बात करते हैं यह लेखांकन प्रणाली का वह हिस्सा है जो प्रबंधन निर्णय लेने और वित्तीय प्रस्तुति के उद्देश्य के लिए लागत को मापता है क्योंकि आप लागत की जानकारी के बिना आए विवरण नहीं तैयार कर सकते हैं सामग्री लागत क्या है श्रम लागत क्या है और अन्य उपरिव्यय लागत क्या है आप आय विवरण तब तक तैयार नहीं कर सकते हैं जब तक आप लागत का उचित अनुमान तैयार नहीं कर लेते हैं फिर हम लागत लेखांकन प्रणाली के बारे में बात करते हैं अगर हम इस प्रणाली लागत लेखांकन प्रणाली के बारे में बात करते हैं तो यहां क्या हो रहा है हम अब अलग अलग चरणों से गुजर रहे हैं पहला चरण लागत संचय है लागत संचय का मतलब है कुछ प्राकृतिक वर्गीकरण जैसे सामग्री या श्रम द्वारा लागत एकत्र करना हमें विभिन्न आगतों की पहचान करनी होगी जो उत्पादन की कुल लागत का कारण बनते हैं और वे महत्वपूर्ण तत्व क्या हैं वे अलग अलग घटक और उप घटक क्या हैं जिसका मतलब है कि उन सब का योग उत्पादन की कुल लागत होगी और हमें लागत को संचित करना होगा विभिन्न उत्पादों के लिए अलग अलग तरीके से और फिर आवंटन करना होगा एक बार जब हमने जान लिया कि हमें उत्पादन की कुल लागत की गणना के लिए तीन प्रमुख चीजों सामग्री श्रम और अन्य ऊपरी व्यय की आवश्यकता होती है और आप चार विभिन्न प्रकार के उत्पादों का निर्माण कर रहे हैं हम जानते हैं कि खरीदी गई कुल सामग्री कितनी है और उत्पाद ए बी सी और डी द्वारा कितने का उपयोग किया गया है यह अगले स्तर का काम है जिसे लागत आवंटन कहा जाता है संयंत्र में काम करने वाले कुल लोग संयंत्र में काम करने वाले सभी श्रमिक जो सभी 4 उत्पादों का निर्माण कर रहे हैं लेकिन उत्पाद ए बी सी और डी द्वारा श्रम का कितना समय लिया जाता है उसे ठीक से पहचानना और उसका पता लगाना होगा इसलिए लागत को एक या एकाधिक उद्देश्यों से जोड़ना लागत आवंटन कहा जाता है अब प्रणाली आप सामान्य लागत लेखांकन प्रणाली के बारे में बात करते हैं यह कुछ इस तरह का होता है हम इस तरह की प्रणाली से ऐसे निपटते हैं लागत संचय यह लागत संचय एक प्रक्रिया है जहां आप विभिन्न प्रकार की आगतों के बारे में बात करते हैं सामग्री लागत श्रम लागत और फिर प्रत्यक्ष ऊपरी व्यय या यह कोई अन्य लागत हो सकती है फिर लागत वस्तुओं को लागत आवंटन लागत वस्तुओं के लिए लागत आवंटन का मतलब विभिन्न उत्पादों से है हम ए बी सी और डी उत्पादों का निर्माण कर रहे हैं और यहां हम लागतो को बांटने के लिए कैसे आगे बढ़ेंगे हम तीन अलग अलग समुच्चययो से शुरू करके लागत को बाटेंगे पहला विभाग है विभिन्न विभाग होते हैं खरीद विभाग है स्टोर विभाग है निर्माण विभाग है निर्माण विभाग के अंदर कई प्रक्रियाएं होती हैं जिनके अलग अलग विभाग होते हैं जैसे प्रसंस्करण विभाग एक प्रसंस्करण विभाग दो प्रसंस्करण विभाग तीन प्रसंस्करण विभाग चार जैसे कई विभाग होते हैं और फिर एक अन्य विभाग भंडारण विभाग है और फिर गोदाम से बाजार में सामान को स्थानांतरित करने के लिए एक अलग विभाग होता है इसलिए संगठन में काम करने वाले विभिन्न विभागों का पता लगाना होता है और उन विभागों में होने वाली गतिविधियों का भी वे कौन कौन सी गतिविधियां है जो हम कर रहे हैं और उन कुल गतिविधियों में से विभिन्न उत्पादों द्वारा आनुपातिक रूप से कितना उपभोग किया जा रहा है यह पता लगाना अगला काम है जो हमें करना है और फिर अंत में इन लागतो को गतिविधिवार अलग अलग उत्पादों में आवंटित करना एक प्रमुख कार्य है इसलिए हम यहां कच्चे माल की लागत श्रम लागत और ऊपरिव्यय लागत के संदर्भ में लागत संचय के बारे में बात कर रहे हैं फिर मशीनिंग विभाग है परिष्करण विभाग है और फिर अलग अलग गतिविधियां हैं जो गतिविधियां हम यहां कर रहे हैं वह यह है कि एक विभाग के भीतर हम अलग अलग गतिविधियां कर रहे हैं जैसे मशीनिंग विभाग में हम अलग अलग गतिविधियां कर रहे हैं हम लोहे की अलग अलग चादरों को छोटे छोटे भागों में काट रहे हैं फिर हम उसमें छेद कर रहे हैं और हम उन टुकड़ों को अलग अलग आकार दे रहे हैं और फिर वे अगले चरण में जा रहे हैं तो उन सभी गतिविधियों को विभिन्न विभागों में किया जा रहा है परिष्करण विभाग में विभिन्न प्रकार की पॉलिश होती है विभिन्न प्रकार की चमक दी जाती है विभिन्न प्रकार की पॉलिशिंग की जाती है विभिन्न प्रकार की डिजाइनिंग की जाती है इसलिए विभिन्न उत्पाद अलग अलग डिजाइनिंग अलग अलग लागते हैं फिर उन सभी विभागों और गतिविधियों के अनुसार उन उत्पादों को लागत आवंटित की जाती है उत्पादों को लागत आवंटित की जाती है और ये उत्पाद उदाहरण के लिए इस मामले में हमारे पास कई उत्पाद हैं यहां अलमारियां हैं डेस्क हैं मेज हैं बेंच हैं तो यह विभिन्न प्रकार के उत्पाद हैं जिनका हम निर्माण कर रहे हैं इसलिए एक सामान्य लागत प्रणाली इसी तरह काम करती है इस तरह से एक सामान्य लागत प्रणाली काम करती है यह अवशोषण या कुल लागत प्रणाली के तहत भी इसी तरह से काम करती है यह ABC यानी गतिविधि आधारित लागत प्रणाली के तहत भी इसी तरह काम करती है इसमें कोई भी अंतर नहीं है लेकिन बाद में यह अंतर हमारे द्वारा निर्मित विभिन्न उत्पादों में स्थिर लागत आवंटित करते समय आता है अब अगली बात यह है कि लागत क्या है लागत को एक विशेष उद्देश्य के लिए संसाधनों के परित्याग या संसाधनों के त्याग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जब आपके पास संसाधन है संसाधन धन है वित्त हैं और हमने उस संसाधन का उपयोग किया वह संसाधन खत्म हो गया और हमें उसके बदले में कुछ मिला और वह एक भौतिक सामग्री है इसलिए सामग्री नकदी का प्रतिस्थापन है और फिर वह सामग्री विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरेगी और तैयार उत्पाद में बदल जाएगी इसलिए उस सामग्री को तैयार उत्पाद में बदलना यानी जब आप तैयार उत्पाद प्राप्त कर रहे हैं तब आप अपनी सामग्री का त्याग कर रहे हैं और जब आप सामग्री प्राप्त कर रहे हैं तब आप नकद का त्याग कर रहे हैं अतः यह यानी लागत सिर्फ एक त्याग है एक निश्चित उद्देश्य के लिए संसाधनों का त्याग सामग्री के लिए हम नकद का त्याग कर रहे हैं और फिर जब आप सामग्री की बात करते हैं यानी जब आप सामग्री को विनिर्माण प्रक्रिया में स्थानांतरित करते हैं तब तैयार उत्पाद प्राप्त करने के लिए आपको सामग्री का त्याग करना पड़ता हैं तो इस तरह से पूरी प्रक्रिया चलती रहती है और जब तक हम संसाधनों का त्याग करते रहते हैं यानी इन समस्त संसाधनों का योग करने पर या इन समस्त संसाधनों के निर्गत का योग करने पर लागत मिलती है लागत को अक्सर मौद्रिक इकाई द्वारा मापा जाता है जिसे माल और सेवाओं के लिए भुगतान करना पड़ता है जब आप वस्तुओं का निर्माण करना चाहते हैं तो और जब आप विभिन्न प्रकार की सेवाओं की रचना करना चाहते हैं तब आपको अक्सर खर्च करना पड़ता है यह एक नियमित गतिविधि है यह एक सतत गतिविधि है संसाधनों का त्याग नियमित रहता है और उत्पादों का निर्माण एक नियमित गतिविधि बनी रहती है और हम इसे एक नियमित प्रक्रिया की तरह करते हैं और फिर लागत उद्देश्य है और जब हम लागत उद्देश्य के बारे में बात करते हैं लागत उद्देश्य या लागत का उद्देश्य क्या है हम लागत की गणना क्यों करते हैं हमें उस लागत को ज्ञात करने या उस लागत को पता करने की आवश्यकता क्यों है क्या यह कुछ भी है जिसके लिए लागत की अलग माप वांछित है आप चार विभिन्न उत्पादों का निर्माण कर रहे हैं हम इन चारों उत्पादों के लिए विभिन्न संसाधनों का त्याग कर रहे हैं इसलिए अब हमें इन चारों उत्पादों की लागत की अलग अलग माप करनी होगी हमें इन चारों उत्पादों की लागत की अलग अलग गणना करनी होगी हमें लागतो का अलग अलग पता लगाना होगा और अलग अलग लागतो की गणना करनी होगी क्योंकि संसाधनों का योग या इन चारों उत्पादों के लिए संसाधनों का त्याग अलग अलग है प्रत्यक्ष लागत क्या है तो अब हम लागत के बारे में बात करते हैं चलिए पीछे चलते हैं मूल रूप से लागत जब आप लागत के बारे में बात करते हैं तो लागत का उद्देश्य उत्पादन के कुल लागत के बारे में पता लगाना होता है और जब आप लागत के बारे में बात करते हैं तब मोटे तौर पर हम लागत को दो भागों में विभाजित करते हैं पहला हिस्सा प्रत्यक्ष लागत है और दूसरा हिस्सा अप्रत्यक्ष लागत है आप ऐसा कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष लागत परिवर्तनीय लागत है और अप्रत्यक्ष लागत स्थिर लागत है अतः प्रत्यक्ष लागत क्या है प्रत्यक्ष लागत को एक निश्चित विशेष और आर्थिक रूप से साध्य तरीके से परिभाषित किया जा सकता है प्रत्यक्ष लागत को विशेष और निश्चित रूप में एक दिए गए निश्चित लागत उद्देश्य के लिए आर्थिक रूप से साध्य तरीके से पहचाना जा सकता है अर्थात इसका मतलब है कि आप कुछ नहीं किसी निश्चित उद्देश्य के लिए कुछ संसाधनों के त्याग की सीधे पहचान कर सकते हैं आप निर्माण करना चाहते हैं जैसे कहिए कि इस पासे का अतः आपको लकड़ी खरीदनी होगी सबसे पहले आपको लकड़ी की सामग्री खरीदनी होगी फिर आपको कीलें खरीदनी होंगी फिर आपको कुछ पॉलिश खरीदनी होंगी और कुछ अन्य तरह की चीजें भी खरीदनी होंगी जिसके लिए आप नकद का त्याग कर रहे हैं तो आप इसके लिए अपने वित्त का त्याग कर रहे हैं अर्थात अंततः हम यह आसानी से पता लगाने में सक्षम हैं कि यदि आप इस एक पासे का निर्माण करना चाहते हैं तो आपको इतनी सामग्री की आवश्यकता है यदि आप इस पासे कि 10 इकाइयों का निर्माण करना चाहते हैं तो आपको इतनी सामग्री की आवश्यकता है आपको इतनी श्रम की आवश्यकता है और आपको इतने ऊपरिव्यय की आवश्यकता है तब इसका मतलब है कि आप उस लागत कि सीधे पहचान करने में सक्षम हैं जिसको ज्ञात किया जा सकता है जो एक विशेष उत्पाद के लिए आनुपातिक है और उस लागत को प्रत्यक्ष लागत कहते हैं फिर एक दूसरी लागत भी है जिसे अप्रत्यक्ष लागत कहते हैं और प्रत्यक्ष लागत दूसरा नाम है मैंने अभी आपको बताया कि अप्रत्यक्ष लागत स्थिर लागत का दूसरा नाम है यह आनुपातिक नहीं है आपके पास उदाहरण के लिए पानी का एक संयंत्र है आपने संयंत्र की क्षमता बनाई है जैसे कहिए की पूरा संयंत्र पूरी विनिर्माण इकाई बनाई गई है और हमने कहिए की 1000000 रुपए खर्च किए हैं हमने इस संयत्र को बनाने में ₹1000000 खर्च किए हैं एक बार जब वो 1000000 रुपए खर्च हो गए तो यह संयंत्र बना है और हम इस संयत्र का इस्तेमाल हजार इकाइयों के विनिर्माण के लिए करते हैं या हम संयंत्र का इस्तेमाल 10000 इकाइयों को बनाने के लिए करते हैं अगर संयंत्र की उतनी क्षमता है यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है यह लागत उत्पादन लागत या उत्पादित इकाइयों की संख्या से सीधे संबंधित नहीं है वह लागत स्थिर है निश्चित है 1000000 रुपए खर्च हो गए और संयंत्र का जीवनकाल 10 वर्षों का है अर्थात प्रतिवर्ष स्थिर लागत ₹100000 है जिसे आपको वसूल करना है आपको ₹100000 की लागत को वसूल करना है यदि आप 10000 इकाइयों का निर्माण करने में सक्षम हैं तब प्रति इकाई लागत नीचे आ जाएगी कम हो जाएगी और यदि आप 1000 इकाइयों का निर्माण करने में सक्षम हैं तब प्रति इकाई लागत तदनुसार व्यवहार करेगी और ऊपर चली जाएगी यानी बढ़ जाएगी इसलिए अप्रत्यक्ष लागत किसी भी संगठन में किसी भी इकाई में किसी भी निर्माण इकाई में किसी भी संयंत्र में उत्पादन की मात्रा से प्रभावित नहीं होती है वह लागत जो उत्पादन लागत को सीधे प्रभावित नहीं करती है उसे अप्रत्यक्ष लागत के रूप में जाना जाता है और मोटे तौर पर यह निश्चित लागत है इमारतें इमारतों का मूल्यह्रास बिजली कार्यालय की बिजली जल प्रभार या कभी कभी भवन का किराया ये सब निश्चित लागत है फिर फर्नीचर के कुछ अन्य प्रकार के मूल्यह्रास अचल संपत्तियों का मूल्यह्रास फिर कर्मचारियों का वेतन भवन का किराया इन सभी प्रकार के खर्चे को निर्धारित खर्च कहते हैं अब हमने एक भवन किराए पर लिया है जहां 1000 लोग बैठ सकते हैं लेकिन केवल 100 लोग बैठे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपका किराया 100 लोगों के अनुसार कम हो जाएगा यह हजार लोगों के अनुसार ही होगा और आपके पास यह सोचने का कोई कारण नहीं है कि यह आनुपातिक रूप से वितरित किया जाएगा इसे कुल इकाइयों में वितरित किया जाना है इसमें रखे जाने वाले कुल कर्मचारियों की संख्या में वितरित किया जाएगा यानी यह 1000 10000 या 100 या हजार हो सकता है तब प्रति इकाई लागत बदलेगी लेकिन यह उस विशेष संपत्ति या उस निश्चित परिसंपत्ति के उपयोग के अनुसार नहीं होगी जो प्रत्यक्ष लागत के मामले में होता है लेकिन अप्रत्यक्ष लागत के मामले में नहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागत में विभेद कैसे होता है प्रबंधक लागतो को अप्रत्यक्ष के बजाय प्रत्यक्ष लागत के रूप में वर्गीकृत करना पसंद करते हैं जब भी यह आर्थिक रूप से व्यावहारिक या लागत कुशल होता है क्योंकि यह बहुत आसान काम है अगर आप आसानी से यह पता लगा सकते हैं कि लागत के एक विशेष घटक को एक विशेष उत्पाद के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है यह बहुत अच्छा है यह बहुत हद तक संभव है यह बहुत रोचक है यह किसी उत्पाद के कुल लागत की गणना करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है कोई लागत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष होगी इसे अन्य कारक भी प्रभावित करते हैं लेकिन इसका प्रमुख आधार एक निश्चित लागत उद्देश्य होता है सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप क्या करना चाहते हैं आप किस लागत के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए जब आप संसाधनों के बारे में बात कर रहे हैं तब कार्यालय में बिजली एक अप्रत्यक्ष लागत है लेकिन संयत्र में बिजली प्रत्यक्ष लागत है संयंत्र में बिजली प्रत्यक्ष लागत और कार्यालय में बिजली अप्रत्यक्ष लागत है क्योंकि कार्यालय में जो बिजली उपलब्ध है जो शक्ति कार्यालय में उपलब्ध है वह उस पर बड़े हॉल में है जहां सिर्फ 10 लोग बैठे हैं या सिर्फ 100 लोग बैठे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन जब आप बिजली का उपयोग संयंत्र में करते हैं तब यदि आप सौ इकाइयों का निर्माण कर रहे हैं तो आप बिजली की अलग मात्रा का उपयोग कर रहे हैं जब आप हजार इकाइयों का निर्माण कर रहे हैं तब आप बिजली की एक अलग मात्रा का उपयोग कर रहे हैं तब यह अंतर सामने आ जाता है और स्थितियां बदल जाती हैं अतः इसका मतलब है कि वही लागत लागत उद्देश्य के आधार पर अलग अलग मामलों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लागत हो सकती है यहाँ बिजली की लागत का उदाहरण है जो संयंत्र में प्रत्यक्ष लागत है और वही कार्यालय में अप्रत्यक्ष लागत है इसलिए हमें इन दोनों में अंतर करना होगा हमें इन दोनों में अंतर करने की क्षमता होनी चाहिए विनिर्माण लागत की श्रेणियां तो हम विनिर्माण लागत की श्रेणियों के बारे में बात करेंगे तो विनिर्माण लागत की विभिन्न श्रेणियां कौन कौन सी हैं सैद्धांतिक तौर पर किसी भी संगठन में उपयोग की जाने वाले किसी भी कच्चे माल श्रम या कोई अन्य आगत को लागत के उद्देश्य के आधार पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लागत के रूप में जाना जा सकता है तो आप कह सकते हैं उदाहरण के लिए सामग्री सामग्री लागत एक प्रत्यक्ष लागत है क्योंकि इसे उत्पादन की मात्रा के अनुसार आसानी से पहचाना जा सकता है और श्रम लागत को भी आसानी से पहचाना जा सकता है क्योंकि संयंत्र में लोग काम करते हैं संयंत्र में लोग श्रमिकों की तरह काम करते हैं कार्यालय में लोग कर्मचारियों की तरह काम करते हैं जो कि अस्थाई या स्थाई हो सकते हैं कार्यालय में काम करने वाले लोग स्थाई कर्मचारी होते हैं और संयंत्र में काम करने वाले लोग अस्थाई या अनुबंध कर्मचारी हो सकते हैं इसलिए उद्देश्य अलग अलग है अब अगर आप दूसरे आगत के बारे में बात करते हैं जो कि बिजली है तब संयंत्र में इस्तेमाल की जाने वाली बिजली और कार्यालय में इस्तेमाल हो रही बिजली ये दोनों अलग अलग चीजें हैं पहला प्रत्यक्ष लागत है और जबकि दूसरा अप्रत्यक्ष लागत है अतः किसी लागत की परिभाषा और उसकी पहचान उस लागत के उद्देश्य पर निर्भर करती है जिसे हम प्राप्त करने की योजना बना रहे हैं या जिसे प्राप्त करने जा रहे हैं अब विनिर्माण लागत की श्रेणियां अगर आप यहां लागत के बारे में बात करते हैं तो भी निर्माण लागत की मोटे तौर पर चार श्रेणियां होती हैं शुरुआत की तीनों लागते पहली दूसरी और तीसरी प्रत्यक्ष लागत होती है लागत पत्रक में इसे मुख्य लागत कहते हैं प्रत्यक्ष सामग्री प्रत्यक्ष श्रम और प्रत्यक्ष उपरिव्यय ये तीनों मुख्य लागतें हैं मुख्य लागत में जब आप उपरिव्यय जोड़ते हैं जो कि स्थिर और परिवर्तनशील दोनों हो सकता है और फिर आप उसमें कार्यालय उपरिव्यय प्रशासनिक उपरिव्यय जोड़ते हैं और यह दोनों ही स्थिर या परिवर्तनशील हो सकते हैं तब आप इसमें विक्रय उपरिव्यय जोड़ते हैं विक्रय और वितरण उपरिव्यय आंशिक रूप से स्थिर और आंशिक रूप से परिवर्तनशील हो सकता है अतः उपरिव्यय का परिवर्तनशील हिस्सा प्रत्यक्ष लागत होगा और और स्थिर हिस्सा अप्रत्यक्ष लागत हो जाएगा इसलिए मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष सामग्री प्रत्यक्ष श्रम और प्रत्यक्ष उपरिव्यय प्रत्यक्ष लागत होती है और किसी अन्य लागत का परिवर्तनशील हिस्सा भी और इन सब का योग प्रत्यक्ष लागत होता है ये चार प्रत्यक्ष लागतें हैं और जो भी लागत का हिस्सा स्थिर है और अपरिवर्तनशील है जो उत्पादन की मात्रा से प्रभावित नहीं हो रहा है उसे विफल लागत कहते हैं एक बार लागत लग गई तो लग गई खर्च हो गया तो खर्च हो गया चाहे अब आप इसे 10 इकाइयों के निर्माण के लिए उपयोग करें या इसका उपयोग 20 इकाइयों के लिए करें या इसका उपयोग 200000 इकाइयों के लिए करें यह लागत खर्च हो गई तो हो गई यह एक विफल लागत है यदि आप इसका उपयोग अधिकतम उत्पादन के लिए करेंगे तब प्रति इकाई लागत नीचे आएगी और न्यूनतम हो जाएगी लेकिन अगर उत्पादन कम होता है तब स्थिर लागत अत्यधिक होगी और तदनुसार यह आपके उत्पाद यानी उत्पाद लागत को प्रभावित करेगी हम जानते हैं कि प्रत्यक्ष सामग्री को उत्पादों के लिए आसानी से पहचाना जा सकता है हम जानते हैं कि प्रत्यक्ष श्रम को विशेष और निश्चित रूप से किसी विनिर्मित उत्पाद के लिए आसानी से आर्थिक रूप से साध्य तरीके से पहचाना जा सकता है इसमें सभी श्रमिकों की मजदूरी शामिल होती है जिसे विशेष और निश्चित रूप से विनिर्मित उत्पादों के लिए आसानी से आर्थिक रूप से साध्य तरीके से जाना जा सकता है और अब अप्रत्यक्ष विनिर्माण लागत के बारे में बात करते हैं संयंत्र उपरिव्यय में विनिर्माण प्रक्रिया से संबंधित वे सभी लागते शामिल होती हैं जिन्हें निर्मित उत्पादों के लिए आसानी से आर्थिक रूप से साध्य तरीके से नहीं पहचाना जा सकता यह संभव नहीं है कार्यालय में 100 कर्मचारी काम कर रहे हैं और हम 4 उत्पादों का निर्माण कर रहे हैं और 1 महीने में हम उन उत्पादों की एक लाख इकाइयों का निर्माण कर रहे हैं तो आप उन कर्मचारियों का किस अनुपात में उपयोग कर रहे हैं उन चार उत्पादों के प्रबंधन के लिए आप 100 कर्मचारियों की सेवाओं का उन चार उत्पादों की एक लाख की इकाइयों के लिए उन 100 कर्मचारियों की सेवाओं का कितना उपयोग कर रहे हैं किस अनुपात में उपयोग कर रहे हैं इसे ज्ञात करना बहुत ही मुश्किल है इसे पता करना बहुत मुश्किल है श्रम लागत ज्ञात करना आसान है जैसे कि हमने नीले कलम की 1000 इकाइयों का निर्माण किया तो कितना श्रम लागत लगा यह बहुत आसान है लेकिन कार्यालय में लोग या कर्मचारी काम कर रहे हैं और उन्होंने नीली लाल या बैंगनी कलम के निर्माण कार्यों के प्रबंधन के लिए अपना कितना समय दिया यह ज्ञात करना संभव नहीं है अर्थात यह संभव हो सकता है लेकिन बहुत ही मुश्किल है इसलिए वह संसाधन जिसे प्रत्यक्ष रूप से खोजा नहीं जा सकता है वह लागत जिसे प्रत्यक्ष रूप से ज्ञात नहीं किया जा सकता है जिसे प्रत्यक्ष रूप से किसी उत्पाद को आवंटित नहीं किया जा सकता है उसे अप्रत्यक्ष लागत कहा जाता है इस तरह से एक समस्या सामने आ जाती है और इसीलिए हमें ABC यानी गतिविधि आधारित लागत प्रणाली की आवश्यकता होती है जो अवशोषण लागत प्रणाली की सीमाओं को हटा देती है और हमें लागत को सही तरीके से आवंटित करने में हमारी सहायता करती है अतः जब हम उत्पाद लागत के बारे में बात करते हैं तो इसमें वे लागते शामिल होती हैं जो किसी उत्पाद के उत्पादन या पुनर्विक्रय से जुड़ी होती हैं शुरुआत में उत्पादन लागत उपलब्ध इन्वेंटरी और उससे जुड़ी लागतो के रूप में पहचानी जाती है जो इन्वेंटरी के बिकने पर बेचे गए माल की लागत बन जाती है और अवधी लागत यानी कि मोटे तौर पर यह चीजों को परिभाषित करने का एक बेहतर तरीका है एक उत्पाद लागत है और एक अवधि लागत है प्रत्यक्ष लागत उत्पाद लागत है परिवर्तनशील लागत वह उत्पाद लागत है जिसे प्रत्यक्ष रूप से किसी उत्पाद से जोड़ा जा सकता है और स्थिर लागत अप्रत्यक्ष लागत या अवधि लागत है आपके भवन का किराया 1 महीने के लिए स्थिर है निश्चित है यह अवधि लागत है आप उस भवन का उपयोग एक 1000 या 100000 इकाइयों के निर्माण के लिए करते हैं यह आप पर निर्भर करता है यह अवधि लागत है यह उस अवधि के लिए तय है हमें इसे उस अवधि के लिए भुगतान करना है उदाहरण के लिए हमने एक संयंत्र खरीदा और खर्च किया माना कि उदाहरण के लिए हमने ₹1000000 उस संयंत्र के लिए खर्च किए और उस संयंत्र का जीवनकाल 10 वर्षों का है तो इसका मतलब है कि अगले 10 वर्षों के लिए यह लागत लग गई है यह खर्च हो गई है अब अगर आप 10 की दर से इसका मूल्यह्रास लेते हैं तब स्थिर लागत ₹100000 आती है और हर वर्ष इसे आपको अपने सभी उत्पादों के उपयोग और कुल उत्पादन के आधार पर इसे कुल लागत में जोड़ना होगा यानी कि यह अवधि लागत है या उत्पाद लागत है इसका अर्थ है कि सामग्री लेखांकन में बीमा मूल्यह्रास और वेतन ये सभी अवधि लागत के रूप में जाने जाते हैं और विनिर्माण लेखांकन में इनमें से कई सारी चीजें विनिर्माण गतिविधियों से संबंधित होती हैं और अंततः यह अप्रत्यक्ष विनिर्माण लागत के रूप में उत्पाद लागत में शामिल होती हैं इसलिए दोनों तरह के सामग्रियों के मामले में अर्थात व्यापार फर्मों के मामले में जो बने बनाए उत्पादों को खरीदती हैं और बाजार में बेचती हैं उस मामले में बीमा मूल्यह्रास और वेतन ये सभी स्थिर लागत हो जाते हैं लेकिन विनिर्माण संगठनों में यह कुछ इस तरह का होता है कि वहां भी बीमा होता है लेकिन वहां हमें संयंत्र भवन और मशीनों के लिए मूल्यह्रास का प्रावधान करना पड़ता है और वहां हम कर्मचारियों को वेतन भी देते हैं लेकिन वहां बीमे का प्रारूप थोड़ा अलग होता है ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम बने बनाए उत्पाद खरीदते हैं और बेचते हैं और सामान की खेप रास्ते में होती है तब हमें उसे बीमित कराना पड़ता है लेकिन कच्चे माल के मामले में हमें इतनी सावधानी यानी रास्ते में माल की खेप के लिए बीमा नहीं कराना पड़ता है इसलिए यहां लागत थोड़े अलग प्रकार की होती है लेकिन ये सभी अवधि लागत ही होती हैं फिर आप बिक्री और विनिर्माण के संबंध में अवधि लागत की बात करते हैं बिक्री और विनिर्माण संगठनों इन दोनों में ही या बिक्री और विनिर्माण लेखांकन इन दोनों में ही विक्रय और सामान प्रशासनिक व्यय अवधि लागत माने जाते हैं अर्थात सामान्य प्रशासनिक व्यय लागत पत्रक में नीचे आ जाता है और ऊपर मुख्य लागत होती है यानी संयंत्र लागत और तब फिर प्रशासनिक लागत प्रशासनिक लागत मोटे तौर पर स्थिर लागत या अवधि लागत होती है आप कह सकते हैं कि भवन का किराया कर्मचारियों का वेतन कार्यालय के विभिन्न उपकरणों का मूल्यह्रास और अगर भवन का स्वामित्व कंपनी के पास है तब भवन का मूल्यह्रास यह सभी चीजें अवधि लागत होती हैं चाहे आप इन परिसंपत्तियों का इस्तेमाल करें या चाहे आप इन परिस्थितियों का इस्तेमाल ना करें आपको यह लागत वहन करना है इसलिए कोई अंतर नहीं पड़ता है कि आप इनका उपयोग करते हैं या नहीं करते हैं आइए अब हम वित्तीय विवरणों के बारे में बात करते हैं मैं आपको यहां दो अलग अलग वित्तीय विवरण दिखाऊंगा एक विवरण बिक्री या व्यापार संगठन के लिए है और दूसरा विवरण एक विनिर्माण संगठन के लिए है तो आप इसे जानते हैं आप इस अवधारणा को वित्तीय लेखांकन में पहले से ही जानते हैं या आपने पहले इसे कहीं पढ़ा होगा या आपने पहले इसे कहीं समझा होगा अर्थात अब आप देखिए मैं आपको समझाने में सक्षम हूं कि आपके वित्तीय लेखांकन और लागत लेखांकन का क्या उपयोग है यहां दोनों विषयों की आवश्यकता है दोनों तकनीकों की लेखांकन की दोनों शाखाओं की यहां आवश्यकता है क्योंकि जब आप बिक्री के लिए सामान की इन्वेंटरी को लेते हैं बिक्री संगठन का अर्थ है बाजार से बने बनाए उत्पाद को खरीदना और बेचना है इसलिए हम इन्हें ट्रेडिंग या बिक्री संगठन भी कहते हैं विनिर्माण संगठन नहीं है वे बिक्री संगठन है लेकिन उन्हें भी अपना आय विवरण तैयार करना होता है और उनका आय विवरण कैसा होता है वे यहां कुछ नहीं लिखते हैं उनके सामान की निर्माण या बेचने की लागत कुछ भी नहीं है क्योंकि वे कुछ भी निर्मित नहीं कर रहे हैं वे कुछ भी नहीं बना रहे हैं वह बाजार से बने बनाए उत्पाद को खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं जिसे हम यहां माल कहते हैं तो यहां माल है हमने बनी बनाई सामग्री खरीदी है और यह बनी बनाई सामग्री अगले चरण में जाती है जो वहां बेचे गए माल की लागत हो जाती है या बेचे गए माल की लागत है न कि निर्मित उत्पाद की लागत यह बेचे गए माल की लागत है जो सीधे आपूर्तिकर्ता से माल की अधिग्रहण लागत है अर्थात एक बार जब हमारे पास माल या सामग्री उपलब्ध हो जाती है तब वह लागत बन जाती है यानी बाजार में आगे बेचे जाने वाले आगत की लागत अब हम इस पक्ष की ओर आते हैं यह एक ऊर्ध्वाधर आय विवरण है सबसे ऊपर आय विवरण है आय विवरण के सबसे ऊपर यानी हम सबसे ऊपर आय को रख रहे हैं और फिर उसमें से बेचे गए माल की लागत घटा रहे हैं न कि विनिर्मित किए गए माल की लागत बल्कि अधिग्रहित और बेचे गए माल की लागत अतः सकल मार्जिन या सकल लाभ बन जाता है जो कि बराबर है सकल मार्जिन घटाव बेचे गए माल की लागत यह सकल मार्जिन या सकल लाभ है और इसमें से जब आप अवधि लागत विक्रय लागत और प्रशासनिक खर्चों को हटाते हैं तब अंत में यह कर पूर्व परिचालन आय होता है और इसमें जब आप अन्य परिचालन आय को जोड़ते हैं तब यह कुल आय हो जाती है और फिर इसमें से कर को घटाने के बाद यह कर पश्चात शुद्ध परिचालन आय होती है अर्थात इस विवरण को तैयार करने के लिए आपको वित्तीय लेखांकन की जानकारी होनी चाहिए और इस भाग में अधिग्रहित या विनिर्मित किए गए उत्पाद की लागत निकालने के लिए आपको लागत लेखांकन की जानकारी होनी चाहिए अब आइए हम चिट्ठा या बैलेंस शीट को देखते हैं यह एक विनिर्माण संगठन का आय विवरण है तो इस मामले में हमें एक विनिर्माण संगठन के लिए इस प्रकार का आय विवरण मिलता है अभी पिछले मामले में यहां क्या था वहां यह बात थी कि यहां माल की इन्वेंटरी और माल की लागत थी लेकिन अब हम यहां उत्पाद को खुद बनाने जा रहे हैं और जब हम उत्पाद को स्वयं बनाने जा रहे हैं तब हमारे पास ये तीन लागते हैं हमारे पास प्रत्यक्ष सामग्री इन्वेंटरी लागत है और फिर यह निर्माण प्रक्रिया में आगे बढ़ती है और प्रक्रिया इन्वेंटरी बन जाती है फिर यह तैयार उत्पाद बन जाता है और इसके पश्चात जब हम तैयार उत्पाद को उत्पादन के स्थान से बिक्री के स्थान पर ले जाते हैं तब यह बेचे गए माल की लागत बन जाती है और तब यह फिर से बिक्री घटाव बेचे गए माल की लागत यानी सकल मार्जिन घटाव बिक्री और प्रशासनिक ऊपरिव्यय परिचालन आय बन जाता है और इसमें जब गैर परिचालन आय को जोड़ते हैं तब यह कुल आय बन जाता है और इसमें से करो को घटाने के बाद यह कर पश्चात शुद्ध परिचालन लाभ होता है यानी इसका मतलब है कि यह पक्ष अलग है इस विवरण का बायां पक्ष अलग है एक विवरण में आप उत्पाद को बना रहे थे और दूसरे विवरण में आप उत्पाद को सीधे बाजार से खरीद कर बेच रहे हैं लेकिन अंततः हमें उसे आय विवरण में बदलना है इसलिए विनिर्माण संगठनों के लिए आय विवरण ज्यादा विस्तृत होता है लेकिन बिक्री संगठनों के मामले में इतनी विस्तृत जानकारी नहीं होती है इतना विस्तार पूर्वक जानकारी नहीं होती है क्योंकि हम बाजार से सीधे निर्मित उत्पादों को खरीदने हैं और बेचते हैं इसलिए सिर्फ एक मद होती है यानी बेचे गए माल की लागत और लागतो की अनेक मदें नहीं होती है क्योंकि हमने रकम का भुगतान कर दिया है और सामान का अधिग्रहण कर लिया है जिसे बाजार में बेचा जाएगा इसके पश्चात सभी लागतो को घटाने के बाद और सभी गैर परिचालन आय को जोड़ने के बाद यह कुल आय बन जाएगी और अन्य सभी लाभों को समायोजित करने के बाद और करो को समायोजित करने के बाद यह कर पश्चात शुद्ध परिचालन लाभ होगा इसका अर्थ है कि आपको दोनों की जरूरत है आपको दोनों विषयों के ज्ञान की जरूरत है आपको लागत लेखांकन के ज्ञान की जरूरत है और आप को वित्तीय लेखांकन के ज्ञान की भी जरूरत है और इन दोनों विषयों के ज्ञान को तुल्यकालिक करने के बाद और लागत मूल्य बिक्री लाभ और वितरण के बारे में उचित निर्णय लेने को ही प्रबंधन लेखांकन कहा जाता है इसलिए अब मैं यहां कुछ समय के लिए रुकूंगा और यह सिर्फ एक शुरुआत है यह सिर्फ यह एक छोटी सी जानकारी है कि गतिविधि आधारित लागत क्या है यह ABC की आधारिका थी जिसका मैं अब तक निर्माण कर रहा था अर्थात मैं अभी ABC के बारे में बात नहीं करूंगा यानी हम ABC के बारे में अगली कक्षा में जानेंगे यह सिर्फ आधारिका थी जिसका मैं निर्माण कर रहा था और इनका निर्माण करने के बाद हम अगले चरण की तरफ जाएंगे और सीखेंगे कि कैसे हम कुल लागत प्रणाली से गतिविधि आधारित लागत प्रणाली की ओर बढ़ सकते हैं ये सभी कथन या विवरण कुल या अवशोषण लागत प्रणाली पर आधारित है और हमें इन्हें ABC यानी गतिविधि आधारित लागत प्रणाली में ले जाना होगा ABC पर अब अगली चर्चा या ABC पर अब अगली विस्तृत अवधारणात्मक चर्चा में आपके साथ अगली कक्षा में करूंगा तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद